यदि जब A 0 है जब A 0 है ठीक तो आउटपुट यहां आउटपुट यहां C का अनुसरण करता है आप देख सकते हैं 0 0 C 0 है Y 0 है C 1 है Y 1 है जब तक A 0 है और जब A 1 है आउटपुट B का अनुसरण करता है इसलिए यह 0 है यह 0 है यह 1 है और यह 1 है बहुत सरल सत्य तालिका संबंधित कारनॉफ मैप और यह वास्तविकरण और संबंधित हार्डवेयर वास्तविकरण है इस विशेष लॉजिक समीकरण को बदला गया है जो आप यहां पर देखते हैं Y A'C AB अब इसे दूसरे तरीके से देखा जा सकता है जिस तरह हम एल्गोरिदम को देखते हैं तो यदि A यदि A मतलब यदि A सत्य है यानी यदि A 1 के बराबर है तब Y B के बराबर है है ना यदि A 1 के बराबर है यह टर्म 0 डॉट C हो जाता है जो 0 है और यह टर्म 1 डॉट B हो जाता है जो B है इसलिए Y B के बराबर है तो आप इस तरह लिख सकते हैं जब A 1 के बराबर है ठीक है Y B के बराबर है अन्यथा अन्यथा मतलब जब A 1 के बराबर नहीं है दूसरा विकल्प यह बायनरी है चर A के लिए केवल 0 और 1 की संभावना है ठीक है यदि A यानी A 1 तब Y B अन्यथा Y C तो जब A 0 है हम क्या देखते हैं यह 1 डॉट C है और यह 0 डॉट B है ठीक है तो उस स्थिति में आउटपुट केवल C है तो A 0 के बराबर है के लिए आउटपुट C है इसलिए हम सत्य तालिका को इस तरह से भी लिख सकते हैं और यह संबंधित कोड के संदर्भ में अर्थ है जो हम एल्गोरिदम के लिए लिखते हैं ठीक है अब यह मल्टीप्लेक्सिंग क्रिया से कैसे संबंधित है तो उसके लिए हम परिभाषित करते हैं मल्टीप्लैक्सर क्या है मल्टीप्लैक्सर कई इनपुट में से एक को मार्गदर्शित करता है कंट्रोल इनपुट के अनुसार कई इनपुट में से एक को आउटपुट पर ठीक है यह एक मल्टीप्लैक्सर का कार्य है तो यहां एक उदाहरण है जहां जो 2 से 1 मल्टीप्लेक्सिंग कर रहा है इसका मतलब 2 इनपुट वहां है और 1 आउटपुट वहां है हम 4 से 1 और 8 से 1 का उदाहरण और अन्य चीजें देखेंगे तो यह ट्रांसमिशन लाइन है और यह इनपुट हर समय पर भेजने के लिए आवश्यक नहीं है जब एक निश्चित समय बिंदु पर D 0 भेजना चाहता है किसी अन्य समय बिंदु पर D 1 भेजना चाहता है तो हर D naught और D 1 के लिए समर्पित चैनल रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह चैनल बहुत लंबा है इसके अनुसार मूल्य बढ़ जाता है इसलिए यहां एक चैनल दोनों D naught और D 1 के द्वारा आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जा सकता है और यह निर्णय कैसे होता है कि ट्रांसमिशन चैनल यानी Y पर कंट्रोल कौन लेगा इसका निर्णय S naught द्वारा होता है जब S naught 0 है D naught Y से जुड़ जाता है और जब S naught 1 के बराबर है D 1 Y से जुड़ जाता है तो यह विचार है क्या यह ठीक है तो यदि वहां 4 ऐसी चीजें हैं तब 4 ऐसे इनपुट होंगे और फिर सिलेक्ट लाइन तदनुसार होगी जो हम बाद में देखेंगे ठीक तो यह विशेष चीज और जो हमने अभी पिछले स्लाइड में चर्चा की आप देख सकते हैं यहां एक समानता है यहां हम क्या देख रहे हैं

यह हार्डवेयर है ठीक है यह हार्डवेयर वहां है यह विशेष लॉजिक सर्किट वहां है तो जब हम इसे ब्लॉक की तरह प्रयोग करते हैं हम जानते हैं कि इसके अंदर यह लॉजिक सर्किट है स्पष्ट अब हम 4 से 1 मल्टीप्लैक्सर का समीकरण थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो यह मूल समीकरण था हमने पहले देखा था अब यदि हम S1 prime इन दोनों के बीच सामान्य लेते हैं तो हमें S naught prime D naught S naught D 1 प्राप्त होता है और यदि हम इन दोनों के बीच S1 सामान्य लेते हैं हमें S1 बाहर और S naught prime D2 और S naught D3 कोष्ठक टर्म के अंदर प्राप्त होता है यदि आप इन दोनों को ध्यान से देखें यह विशेष टर्म यह विशेष दो टर्म SOP टर्म यह क्या है यह कुछ और नहीं बल्कि एक 2 से 1 मल्टीप्लैक्सर समीकरण है और यह क्या है यह भी एक 2 से 1 मल्टीप्लेक्सर है तो मूल रूप से आपको यह एक 2 से 1 मल्टीप्लैक्सर के द्वारा बना और यह दूसरे 2 से 1 मल्टीप्लेक्स के द्वारा बना हुआ प्राप्त हुआ है और यदि हम इस विशेष फंक्शन को F naught के रूप में लिखते हैं और इसे F 1 के रूप में आपको S 1 गुणे F naught और S 1 F 1 प्राप्त हुआ है और यह फिर से 2 से 1 मल्टीप्लेक्सर समीकरण है जहां F naught आपका Do है और F 1 आपका D1 है मूल समीकरण यदि आपको याद हो ठीक है तो आवश्यक रूप से 4 से 1 मल्टीप्लैक्सर में यदि आप देखते हैं एक 2 से 1 मल्टीप्लैक्सर है और अंत में दूसरा 2 से 1 मल्टीप्लैक्सर है Y S1'S0'D0 S1'S0D1 S1S0'D2 S1S0D3 S1'S0'D0 S0D1 S1S0'D2 S0D3 S1'F0 S1F1 तो 3 2 से 1 मल्टीप्लेक्सर यहां है यदि हम इसे 2 से 1 मल्टीप्लैक्सर के टर्म में लिखते हैं तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि यह विशेष समीकरण हार्डवेयर वास्तविकरण के रूप में व्यक्त किया जा रहा है अंदर आपके पास 2 से 1 मल्टीप्लैक्सर सर्किट है जिस तरह हमने पहले देखा है ठीक है तो जब S 1 माना 0 है और S naught 0 है क्या हो रहा है S 1 0 मतलब F naught आउटपुट पर चुना गया है और जब S naught 0 है D naught को F naught की तरह चुना गया है ठीक है उस समय जब S naught 0 है यह D naught आपका F naught है F naught D naught के बराबर है और Y F naught कुछ और नहीं बल्कि D naught के बराबर है तो यह लाइन यह लाइन वहां जाएगी और यदि यह बजाय S 1 1 है और S naught 0 है F 1 यहां 1 है यह लाइन चुनी जाएगी F 1 चुना जाएगा S naught 0 के बराबर है का मतलब यह 1 चुना जाएगा तो F 1 कुछ समय D 2 हो जाएगा और Y F1 D 2 के बराबर हो जाएगा तो मूल रूप से S 1 1 के बराबर है और S naught 0 के बराबर के लिए आपके पास यह लाइन आउटपुट पर जा रही प्राप्त हो रही है क्या यह स्पष्ट है हम देख सकते हैं कि इस प्रकार उच्च क्रम का मल्टीप्लैक्सर निम्न क्रम के मल्टीप्लैक्सर से प्राप्त किया जा सकता है तो इसके लिए एक सामान्यीकृत दृष्टिकोण है पिछला 4 से 1 मल्टीप्लेक्सर था 3 2 से 1 मल्टीप्लैक्सर द्वारा प्राप्त किया गया था अब निम्न क्रम मल्टीप्लैक्सर से 8 से 1 मल्टीप्लैक्सर प्राप्त करने का उदाहरण देखते हैं तो 8 से 1 मल्टीप्लैक्सर कितने सिलेक्ट इनपुट होंगे 8 इनपुट इसलिए सिलेक्ट इनपुट 3 सिलेक्ट इनपुट के साथ होगा हम 2 की घात 3 सिलेक्टइनपुट के साथ हम 2 की घात 3 8 इनपुट लाइन तक चुनी गई और आउटपुट से जोड़ी गई आउटपुट को मार्गदर्शित प्राप्त कर सकते हैं 3 सिलेक्टइनपुट यहां है और यह Do से D7 है यह डाटा इनपुट है और S 2 S1So यह 0 0 0 है तो यह संबंधित डाटा इनपुट D naught जुड़ रहा है जब वे 0 0 0 है कोई अन्य मान माना 1 0 1 1 0 1 तो D5 Y से जुड़ जाएगा तो यह समझ है ठीक और यह निम्न क्रम से 8 से 1 मल्टीप्लेक्सर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो हम दो 4 से 1 मल्टीप्लेक्सर ले सकते हैं हम दो 4 से 1 मल्टीप्लेक्सर ले सकते हैं उसी प्रकार जैसे आपने पहले समीकरण का विस्तार किया है आप समान अभ्यास के साथ जा सकते हैं यह एक 4 से 1 मल्टीप्लैक्सर है और यह दूसरा 4 से 1 मल्टीप्लेक्सर S 1 और S naught के साथ है जो F naught या F F naught या F 1 दो फंक्शन उत्पन्न कर रहा है और S 2 एक 2 से 1 मल्टीप्लैक्सर है जो चुन रहा है कि F naught या F 1 में से क्या आउटपुट पर जा रहा है और F naught F 1 S 1 और S naught जो वहां है पर आधारित इनमें से एक इनपुट मान लेगा तो फिर हम S 2 S 1 S naught 0 0 0 का उदाहरण लेते हैं S 2 0 मतलब F naught चुना जाएगा और S 1 S naught 0 0 मतलब D naught चुना जाएगा ठीक इसलिए यह मार्ग है जो वहां होगा यदि हम S 2 S 1 S 0 के 1 0 1 होने का एक उदाहरण लेते हैं तो क्या होगा S 2 1 के बराबर है इसलिए मूल रूप से F 1 चुना जाएगा यह आउटपुट पर जाता हुआ चुना जाएगा ठीक अतः Y F 1 के बराबर है वहां होगा और यह 0 1 है S 1 0 है और यह 1 है ठीक है तो 0 1 यह 1 है D 5 चुना जाएगा तो F 1 D 5 हो जाएगा Y F 1 के बराबर है D 5 के बराबर है इसलिए D 5 आउटपुट पर जाएगा बिल्कुल कोई समस्या नहीं तो जब आपके पास उच्च क्रम का मल्टीप्लेक्सर निम्न क्रम के मल्टीप्लेक्सर से प्राप्त हुआ है तब आप यह होता देख सकते हैं अब एक स्थिति की कल्पना करें जहां आपके पास स्टोर में केवल 4 से 1 मल्टीप्लैक्सर है आपके पास 2 से 1 मल्टीप्लेक्सर नहीं है ठीक तो क्या हम बना सकते हैं बिल्कुल क्योंकि हम हमेशा उच्च क्रम के मल्टीप्लैक्सर से निम्न क्रम का मल्टीप्लेक्सर प्राप्त कर सकते हैं निम्न क्रम से उच्च क्रम प्राप्त करने में हमें कैस्केडेड दृष्टिकोण स्टेज बाय स्टेज दृष्टिकोण का अनुसरण करना होगा यह भी हमने देखा है अब उच्च क्रम से निम्न क्रम प्राप्त करने के लिए यह एक उदाहरण है जहां हम एक 4 से 1 मल्टीप्लैक्सर से एक 2 से 1 मल्टीप्लेक्सर प्राप्त कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं